इस सप्ताह के अंतिम लेक्चर के लिए आपका स्वागत है तो पिछले लेक्चर में हमने इनसाइड आउटसाइड प्रोबेबिलिटीज के कंसेप्ट के साथ शुरुआत की थी और आप उनका उपयोग कैसे करते हैं कुछ प्रश्नों का उत्तर देने में जैसे कि मेरे ग्रामर के अनुसार एक वाक्य की संभावना क्या है और सबसे अधिक सबसे अधिक संभावित पार्स कौन सा है इसलिए मैंने विशेष रूप से अपने ग्रामर के अनुसार इस वाक्य की संभावनाओं को जानने के लिए इनसाइड एल्गोरिथ्म का उपयोग किया है और फिर अंत में मैं कह रहा था कि हम इस कंसेप्टअवधारणा का उपयोग अपने ग्रामर की नियम सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए भी करेंगे और वह हम कैसे करेंगे फिर से वही हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे अब सामान्य तौर पर आप नियम की संभावनाएँ कैसे प्राप्त करते हैं और यह याद रखें कि यह बहुत हद तक HMM के मामले से मिलता हुआ है जिसके बारे में हमने पहले ही बात किया था जब मुझे अपने HMM के पैरामीटर्स को सीखना होगा तो मैं इसे 2 तरीकों से कर सकता हूँ एक जहां मुझे पहले से ही लेबल डेटासेट दिया गया है इसका मतलब है मुझे दिया गया है कि वाक्य क्या हैं और उनकी पिछली पहुंच क्या है अगर मुझे वह सब दिया जाता है तो वहां से मैं यह गणना कर सकता हूं कि एक विशेष नॉन टर्मिनल कितनी बार एक विशेष अनुक्रम को प्राप्त करता है कितनी बार एक विशेष नॉन टर्मिनल का उपयोग किया गया है और इन दोनों के विभाजन से मुझे इस विशेष नियम की संभावना मिल जाएगी यदि N j से केवल एक नियम संभव है तो यह वही है जो आप चाहते हैं लेकिन यदि कई नियम संभव हैं तो मुझे पता चल सकता है कि मेरे लेबल किए गए डेटासेटों में इस विशेष उदाहरण का कितनी बार उपयोग किया गया है और इसके द्वारा मैं सभी नियम की संभावनाओं की गणना कर सकता हूं अब यह आसान है लेकिन जहां ट्रेनिंग डेटा हमें नहीं दिया गया है उस मामले के बारे में क्या है क्या मेरे पास यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि किस वाक्य में किस नियम का उपयोग किया गया है तो वास्तव में हमें क्या दिया गया है इसलिए हम हैं यह मानते हुए कि हमें अंतर्निहितमुख्य context free ग्रामर दिया गया है इसलिए मुझे सभी संभावित नियम दिए गए हैं लेकिन प्रत्येक नियम के लिए क्या संभावनाएं हैं वह मुझे नहीं दिया गया है तो इसका मतलब है कि विशेष PCGFs हिस्सा नियम की संभावनाएं हमें नहीं दी गई है और मुझे बहुत सारे वाक्य दिए जाते हैं और मुझे ग्रामर दिया गया है जो इन वाक्यों को उत्पन्न करेगा लेकिन नियम की संभावनाएं नहीं और मेरा कार्य यह है कि मुझे इन नियमों की संभावनाओं का पता लगाना है इसलिए दूसरे शब्दों में मैं अपने PCGFs के पैरामीटर्स का पता कैसे लगा सकता हूं और हम उसी तरह के विचार का उपयोग करेंगे जो हमने पहले किया था वह है कि आपको वाक्यों का अवलोकन दिया गया है और उस तरह के एक मॉडल के पैरामीटर्स का पता लगाइए जो वाक्यों के अवलोकन की लाइक्लीहुड को अधिकतम करें तो यह वही है जो हम करने जा रहे हैं PCGF कंस्ट्रेंट्स के तहत डेटा में वाक्यों की संभावना को अधिकतम करना और इसके लिए हम कुछ प्रकार की एक्सपेक्टेशन एक्सप्रेशन एल्गोरिदम का उपयोग करेंगे आइए हम एक सरल उदाहरण लेते हैं और इसका उपयोग करने के लिए अंतर्ज्ञान क्या है तो हम इस सरल वाक्य से शुरू करते हैं जैसे शी इट्स पिज़्ज़ा विदाउट एनचोवीज और एक विशेष पार्स ट्री हमें दिया जाता है तो आप यहाँ किस तरह के नियम देखते हैं तो आपके पास इस तरह के नियम हैं कि एक एकल नॉन टर्मिनल 2 अलग अलग नॉन टर्मिनलों को उत्पन्न करता है जैसे S उत्पन्न करता है N और V V उत्पन्न करता है V और N और इसी तरह और इस तरह के नियम हैं कि एक नॉन टर्मिनल एक टर्मिनल को उत्पन्न करता है जैसे यहां और एनचोवीज को प्राप्त करता है PP विदाउट को प्राप्त करता है N पिज़्ज़ा को प्राप्त करता है V इट्स को प्राप्त करता है इत्यादि इसलिए ये विभिन्न प्रकार के नॉन टर्मिनल हैं जिन्हें नियम दिए गए हैं और जो मुझे दिए गए हैं मैं प्रत्येक नियम की संभावनाओं को नहीं जानता अब क्या आप इस वाक्य के लिए किसी अन्य पार्स के बारे में सोच सकते हैं शी इट्स पिज़्ज़ा विदाउट एनचोवीज इसलिए हमने जो एक पार्स देखा शी इट्स पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा विदाउट एनचोवीज पिज़्ज़ा को संशोधित करता है अन्य संभावनाएं क्या हैं तो दूसरा हो सकता है विदाउट एनचोवीज पिज़्ज़ा को संशोधित नहीं करता है यह V से शुरू होने वाला एक अलग वाक्यांश है इसलिए यह ऐसा ही है जैसे शी इट्स पिज़्ज़ा विद फॉग इस तरह के अर्थ में हां ऐसा है शी इट्स पिज़्ज़ा विदाउट हेजिटेशन एक और प्रकार की संभावना है अब यहां एक एकल V मुझे V और NP दे रहा है तो यह एक ही वाक्य के लिए अलग अलग पार्स ट्री है अब मैं देख सकता हूं कि मैंने जो नए नियम जोड़े हैं वे मुझे V से V N और P देते हैं और N मुझे हेजिटेशन देता है ये मेरे द्वारा जोड़े गए 2 नए नियम हैं तो अब आप क्या देखते हैं कि मेरे पास 2 अलग अलग वाक्य हैं शी इट्स पिज़्ज़ा विदाउट एनचोवीज और शी इट्स पिज़्ज़ा विदाउट हेजिटेशन और दोनों के पास 2 संभावित पार्स एज हैं और मुझे पता है कि सभी संभावित नियम क्या हैं अब मेरा कार्य है कि दिए गए इन वाक्यों में मुझे कैसे पता चलेगा कि आदर्श नियम संभावनाएं क्या होनी चाहिए अब इसके लिए मुझे पहले परिभाषित करने दीजिए तो हमें इन सभी संभावनाओं का पता लगाने की आवश्यकता है तो इस नियम S की संभावना मुझे N और V देता है नियम N की संभावना मुझे पिज़्ज़ा देता है और इसी तरह अब PCGF की आवश्यकता क्या है PCGF की आवश्यकता यह है कि यह एक एकल नॉन टर्मिनल से शुरू किया जाए और दाहिने हाथ की सभी संभव सेटों को जो मैं उत्पन्न कर सकता हूं संदर्भ समय 0611 तो ऐसा है a से शुरू होने वाले किसी भी अल्फा तक सभी संभावित नियमों की संभावना भी 1 में जोड़ा जाना चाहिए तो अब अगर मैं अपने ग्रामर को देखता हूं तो मेरे पास 5 नियम जोड़े हैं जो बाएं हाथ की तरफ हैं N मुझे NP देता है N मुझे पिज़्ज़ा एनचोवीज देता है और इसी तरह तो इन सभी को भी 1 में जोड़ना चाहिए इसी तरह 3 नियम जहां V बाएं हाथ की तरफ आता है इसलिए इन सभी को भी 1 में जोड़ा जाना चाहिए और फिर कुछ अन्य नियम हैं जैसे S मुझे N V देता है N V और कुछ नहीं यह 1 होगा और इसी तरह इसलिए इन कंस्ट्रेंट्स को मैं अपने ग्रामर से प्राप्त कर सकता हूं मुझे पता है कि नियम क्या हैं और बाएं हाथ की तरफ से शुरू होने वाली कंस्ट्रेंट् क्या है सभी संभावित नियमों में 1 तक जोड़ने की संभावना होनी चाहिए अब मेरे पास 2 वाक्य हैं क्या मैं W 1 और W 2 वाक्यों की लाइक्लीहुड की गणना कर सकता हूं इसलिए मुझे लाइक्लीहुड से क्या मतलब है मेरे ग्रामर के रूप में वाक्य उत्पन्न करने की संभावना क्या है अभी मैं नियम की संभावनाएं नहीं दे रहा हूं लेकिन मैं वेरिएबल नियम की संभावनाओं के संदर्भ में लिख सकता हूं तो W1 की लाइक्लीहुड क्या है तो इसके लिए मुझे 2 संभावित पार्स ट्री लेने होंगे तो यहाँ T 1 पहला पार्स ट्री है इसलिए यहां मैं पहले पार्स ट्री के अनुसार दोनों वाक्यों की संभावनाएं बता रहा हूं तो पहले पार्स ट्री T 1 के अनुसार वाक्य W 1 की संभावना और पहले पार्स ट्री T 1 के अनुसार वाक्य W 2 की संभावना मैं कैसे गणना करता हूं कि यह PCGF के मामले में हमने जो देखा है उसके समान है यदि हम नियम की संभावनाओं को देखते हैं तो हम पार्स ट्री की संभावना की गणना कैसे करते हैं यह बहुत आसान है यहां संभावनाएं नहीं दी गई हैं लेकिन आप पैरामीटर बना सकते हैं तो आप कहेंगे कि S को N V देने की संभावना क्या है और इसी तरह जब तक आप लीव्स पर नहीं जाते हैं और मुझे ये पूरी संभावनाएं नहीं पता होती हैं इसी तरह मैं वाक्य W 2 की इस लाइक्लीहुड को अपने पहले पार्स ट्री के अनुसार लिख सकता हूं इसी तरह मैं आगे दूसरे पार्स ट्री को भी दोनों वाक्यों के लिए कर सकता हूं तो यह मुझे बताता है इसलिए अगर मैं सभी संभावित पार्स ट्री को जानता हूं क्योंकि मेरे CFGS ने मुझे दिया है तो मैं सभी संभावित पार्स ट्री को जानूंगा मैं अपनी सभी नियम संभावनाओं को वेरिएबल के रूप में रख सकता हूं और परिभाषित कर सकता हूं कि विभिन्न पार्स ट्री की लाइक्लीहुड क्या है वाक्य की लाइक्लीहुड क्या है यह विभिन्न संभावित पार्स ट्री के अनुसार लाइक्लीहुड का योग होगा इसलिए संभाव्यता वाक्य ऐसे सभी संभावित ट्री पर इस तरह का योग है जो इस P phi W T को उत्पन्न कर सकते हैं इस स्थिति में दोनों वाक्य W 1 W 2 के लिए मेरे पास 2 अलग अलग पार्स ट्री थे तो मैं सिर्फ 2 जोड़ूंगा वाक्य की लाइक्लीहुड पाने के लिए 2 संभावनाएं और मुझे पूरे कॉर्पस की लाइक्लीहुड कैसे मिलती है जिसमें कई वाक्य हैं तो मैं प्रत्येक वाक्य की लाइक्लीहुड को लूंगा और उन सभी को गुणा करूंगा इसलिए अगर मेरे पास W 1 से W N तक के वाक्य हैं तो मैं प्रत्येक की लाइक्लीहुड की गणना करता हूं और अब उनका गुणा करता रहता हूं हम जानते हैं कि मैं अपनी कॉर्पस की लाइक्लीहुड को नियम संभावनाओं के संदर्भ में कैसे व्यक्त कर सकता हूं यहां केवल सभी नियम की संभावनाएं ही वेरिएबल हैं अब मैं अपनी समस्या को और परिभाषित कर सकता हूं इसलिए मेरी समस्या यह है यह कुछ प्रकार का E M दृष्टिकोण है मैं कुछ प्रारंभिक पैरामीटर्स phi के साथ शुरू करूँगा phi का अर्थ है वे नियम संभावनाएं जिनका मैं फिर से अनुमान लगाना चाहता हूं ताकि मैं कुछ नए पैरामीटर्स phi prime को प्राप्त करूं जिससे मेरे कॉरपस का लाइक्लीहुड बढ़ जाए तो L phi prime L phi के बराबर या उससे बड़ा होगा और मैं तब तक ऐसा करता रहूंगा जब तक मैं एकाग्र नहीं हो जाता तो अब यहां हमें एल्गोरिथ्म लगाना होगा संदर्भ समय 1004 ताकि हम अपनी नियम संभावनाओं को अपडेट कर सकें यह मेरे सिस्टम का पैरामीटर है और हम यह कैसे करते हैं यदि आपको याद है कि जैसा हमने G S के लिए लर्निंग पैरामीटर्स के मामले में किया था वैसा ही हम यहां क्या करेंगे हम कुछ आर्बिट्रेरी नियम संभावनाएं phi के साथ शुरू करेंगे और इसका उपयोग कुछ मध्यवर्ती की गणना करने के लिए करेंगे इस मामले में हम क्या गणना करेंगे यदि नियम की संभावनाएं वर्तमान पैरामीटर्स के अनुसार है तो किसी विशेष नियम के उपयोग की अपेक्षित संख्या कितनी है मैं अपेक्षित वैल्यू की गणना करूंगा संभावनाओं की गणना करने के लिए फिर से अपेक्षित वैल्यू का उपयोग करें इसलिए मैं अपने phi prime की गणना करूँगा फिर से phi Prime का उपयोग करके प्रत्येक नियम का उपयोग किए जाने की अपेक्षित संख्या की गणना करूँगा और फिर से 5 डुएल प्राइम की गणना करूँगा और इसे तब तक करूँगा जब तक कि आप एकाग्र न हो जाएं और इसीलिए हम इनसाइड आउटसाइड संभावनाओं का उपयोग करेंगे तो हम देखते हैं विचार यह है कि मैं कुछ नियमों की संभावनाओं phi के साथ शुरू करता हूँ और मुझे एक कॉरपस दिया गया है जिसमें ऐसे वाक्य हैं जो मैं W i W j का अवलोकन करता हूं और मैं सरल विचार का उपयोग करके नए पैरामीटर phi prime प्राप्त करूंगा तो यह कुछ ऐसा है जो हम कह रहे थे यदि हमें लेबल किए गए डेटा दिए गए हैं इसीलिए मैं नियम की संभावनाओं की गणना करूंगा इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं नियम a गिवेन B C की संभावना को हमेशा परिभाषित कर सकता हूं क्योंकि जितनी बार नियम A गिवेन B C A B C को जाता है या a से B C प्राप्त होता है मेरे कॉर्पस में लागू होता है को जब सभी संभावित सभी अलग अलग समयों पर जहाँ A अल्फा प्राप्त करता है सभी संभावित अल्फा के लिए से डिवाइड किया जाता है और यह मुझे a से B C प्राप्त करने की संभावना देता है इसी तरह मैं a से W प्राप्त होता है की संभावना को यह कह कर गणना कर सकता हूं कि कितनी बार इस नियम का उपयोग हुआ है को मेरे कॉर्पस में जितनी बार a से अल्फा प्राप्त होता है से विभाजित किया जाए लेकिन हमारे पास कोई लेबल कॉर्पस नहीं है हम केवल इतना जानते हैं कि क्या पार्स संभव है और प्रत्येक पार्स के लिए हम पिछले पैरामीटर phi का उपयोग करके संभावनाओं की गणना कर सकते हैं तो मैं इस गिनती A से B C कितनी बार प्राप्त होता है को कैसे लिखूं इस नियम का उपयोग मैं इस विचार का उपयोग करता हूं कि मेरे पास कई वाक्य हैं जिन किसी भी वाक्य में इस नियम a से B C प्राप्त होता है का उपयोग होता है से मैं कितनी बार अपेक्षित संख्या पा सकता हूं इसलिए वह गिनती A से B C प्राप्त होता है यह कुछ भी नहीं है बल्कि सभी के ऊपर योग है उन वाक्यों की संख्या जहां A से B C प्राप्त होता है का उपयोग हुआ है विशेष वाक्य के लिए समान 1 की गिनती के लिए A से W प्राप्त होता है प्रत्येक वाक्य यह पता लगाता है कि किसी विशेष नियम का कितनी बार उपयोग किया गया है अब मैं वास्तव में इस फॉर्मूले की अपेक्षित संख्या के साथ कैसे आता हूं एक विशेष नियम का उपयोग एक वाक्य में किया गया है और इसके लिए हम इनसाइड संभावनाओं और आउटसाइड संभावनाओं का उपयोग करते हैं अब यह इनसाइड और आउटसाइड संभावनाओं पर वापस आ रहा हूं और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं कि एक वाक्य में किसी नियम का उपयोग कितनी बार किया गया है की अपेक्षित संख्या की गणना करने के लिए अब यह पिछले स्लाइड से स्पष्ट होना चाहिए कि अगर मैं एक वाक्य में एक नियम का उपयोग कितनी बार किया गया है की अपेक्षित संख्या की गणना कर सकता हूं तो मैं अपने पैरामीटर्स को अपडेट कर सकता हूं पिछले गणना में यह एकमात्र बाधा है और हम देखेंगे कि इनसाइड और आउटसाइड संभावनाओं का उपयोग करके यह कैसे करें तो मुझे फिर से परिभाषा देने दीजिए अतः इनसाइड संभावना नॉन टर्मिनल A से शुरू हो रही है मैं वाक्य में W i से W j शब्द प्राप्त करता हूं तो यह मेरे ग्रामर के अनुसार A से W i से W j तक प्राप्त होता है यह संभावना है और आउटसाइड संभावनाएं S से शुरू होकर मैं स्ट्रिंग W 1 से W i माइनस 1 A और W j प्लस 1 से W N तक प्राप्त कर सकता हूं इसलिए यह S से शुरू होकर मैं W 1 से W i माइनस 1 A और W j प्लस 1 से W N तक प्राप्त कर सकता हूं अब एक बार जब हमें इनसाइड और आउटसाइड संभावनाएं दी जाती हैं तो हम वास्तव में अपेक्षित संख्या की गणना कर सकते हैं कि नियम का उपयोग कितनी बार किया गया है और एक्सप्रेशन यही है अपेक्षित संख्या एक नियम A से B C प्राप्त होता है का उपयोग मेरे वाक्य प्रत्येक W में किया गया है नियम सम्भावना जो a गिवेन B C को वाक्य की सम्भावना से विभाजित करता है और यह बहुत ही अजीब टर्म है जिसे आप देखते हैं आप यहाँ देख रहे हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं अल्फ़ा i k A बीटा i j B और बीटा j प्लस 1 k C अब मैं वास्तव में इस तरह से एक टर्म कैसे ले कर आता हूं और मैं इस एक्सप्रेशन के साथ कैसे आता हूं यह अपेक्षित गणना इसके द्वारा दी गई है तो इसके लिए आइए हम पीछे चलते हैं जहां पिछले लेक्चर में चर्चा कर रहे थे कि वाक्य की संभावना के बारे में कुछ जानने के लिए मैं इनसाइड और आउटसाइड की संभावनाओं को गुणा कर सकता हूं हमें उसी पर वापस जाना चाहिए तो हम क्या कह रहे थे यदि मैं अल्फा j p q और बीटा j p q को गुणा करता हूं तो यह मुझे क्या देता है यह मुझे संभावना देता है कि यह N 1 से शुरू होता है मैं W 1 m प्राप्त कर सकता हूं और यह N j से शुरू होता है मैं अपने ग्रामर के अनुसार W p q प्राप्त कर सकता हूं तो अब मैं इसे लिखने के लिए यहाँ चेन नियम का उपयोग कर सकता हूँ तो इसकी संभावना N 1 से W 1 m प्राप्त होता है तो इसका मतलब यह है कि यह ग्रामर द्वारा दिए गए किसी भी चरण में प्राप्त होता है गुना संभावना N j से W p q गिवेन N 1 प्राप्त होता है जिससे W 1 m और मेरा ग्रामर प्राप्त होता है तो अब यह संभावना क्या है कि ग्रामर द्वारा दिए गए N 1 से W 1 m प्राप्त होता है दूसरे को P phi W वाक्य की संभावना के रूप में लिखते हैं और यह कहते हैं कि क्या संभावना है कि इस नियम N j का उपयोग इस W Pp q को प्राप्त करने के लिए किया गया है वहां वाक्य दिया गया और वहां मेरा ग्रामर है और इस संदर्भ में इसका उपयोग कितनी बार किया गया है केवल 1 बार इसलिए क्या मैं लिख सकता हूं कि N j से W p q प्राप्त होता है का उपयोग किए जाने की अपेक्षित संख्या अल्फा j p q बीटा j p q होगी गिवेन P phi W द्वारा विभाजित किया जाएगा और मान लीजिए क्योंकि मैं इस p q को ठीक नहीं करना चाहता मैं बस चाहता हूं नियम N j का उपयोग किए जाने की अपेक्षित संख्या इसलिए हर बार इसका उपयोग केवल एक बार W से W q प्राप्त करने के लिए किया गया है तो यहाँ मुझे सभी संभव p और q पर योग करना होगा तो मैं कहूंगा कि p एक से m तक जा सकता है मान लीजिए यहां W 1 से W m हैं तो ये शब्द की संख्या है और q p से m तक जा सकते हैं इसलिए यह मेरे नियम और j के उपयोग किए जाने की अपेक्षित संख्या है अब ऐसी कौन सी चीज है जिसे मुझे व्यक्त करना है जिसका मैं पता लगाना चाहता हूं उदाहरण के लिए एक नियम जैसे A B C को जाता है का उपयोग कितनी बार किया जाता है या a W को जाता है इसके उपयोग की अपेक्षित संख्या क्या है अब इसके लिए मान लीजिए एक आसान मामला लेते हैं नियम a W को जाता है या a से W प्राप्त होता है के उपयोग की अपेक्षित संख्या ले सकते हैं तो इस मामले में मैं क्या कह रहा हूं कि N j यहां एक विशेष टर्मिनल प्राप्त करता है जो कुछ p p है तो मैं उस मामले के लिए बीटा j p p लिख सकता हूं और बीटा j p p बस नियम संभावना है जो कि संभावना है कि नॉन टर्मिनल में यह शब्द W p प्राप्त करता है इसलिए हम इसके लिए एक्सप्रेशन देखेंगे तो यह आसान है लेकिन इस मामले के बारे में क्या जब नियम A B C को प्राप्त करता है इसलिए विशेष संकेतन में जो मैंने लिखा है मान लीजिए कि आप यह कहना चाहते हैं कि कितनी बार N j से N r प्राप्त होता है N S का उपयोग किया जाता है तो अब क्या होगा तो यह बीटा j p q तब होता है जब टर्मिनल N j पूरे अनुक्रम p q को प्राप्त करता है W p से W q और किसी भी संभावित नियमों का उपयोग कर सकता है हाँ N r N S या N j N z जो भी किसी भी नॉन टर्मिनलों का उपयोग कर सकता है अब मैं क्या सीमित कर रहा हूँ मैं यह कह रहा हूं कि इस नियम को केवल इसका उपयोग करना चाहिए तो इस नॉन टर्मिनल को केवल N r N s को प्राप्त करना चाहिए तो फिर मैं ऐसा कह रहा हूं इसका मतलब है मेरा N j N r N s को प्राप्त करेगा और यह N r N s फिर से कुछ W p से W d को प्राप्त करेगा और यह W d प्लस 1 से W q को प्राप्त करेगा अब मैं इस समीकरण को कैसे संशोधित करूं तो अल्फा j p q आउटसाइड संभावना है जो समान रहेगी आउटसाइड संभावना के लिए कुछ भी नहीं बदला है लेकिन इनसाइड संभावना क्योंकि मैं कह रहा हूं कि यह स्थिति होनी चाहिए इसलिए मैं इसे एक विशेष पथ के साथ व्यक्त करता हूं तो मैं बीटा j p q के स्थान पर लिखूंगा मैं N j से N r N s प्राप्त होता है नियम की संभावना गुना यह बीटा संभावना लिखूंगा जो कि बीटा r p d गुना बीटा s d प्लस 1 से q है लेकिन अब d भिन्न हो सकते हैं मुझे पहले से ही दिया गया है कि N j मुझे N r N s देता है लेकिन वे अलग संभव d ले सकते हैं तो यह d पर योग होगा और d p से q माइनस 1 तक भिन्न हो सकता है इसलिए p और q के बीच अब यदि आप यह डालते हैं तो क्या आप देख सकते हैं कि आप वास्तव में वही एक्सप्रेशन प्राप्त कर सकते हैं जो स्लाइड में दी गई थी यदि आप उस स्लाइड पर वापस जाते हैं तो यह वही है जो हम यहां कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 पैरामीटर हैं बीटा I j b तो 3 पैरामीटर i j और k जो p d और q के अनुरूप हैं और यह आउटसाइड संभावना थी और यह दो चिल्ड्रन के लिए इनसाइड संभावना है i j और j plus 1 k और फिर आपके पास यहाँ नियम की संभावना है इसलिए इस अपेक्षित संख्या को इस विशेष रूप में प्राप्त किया गया है और वही बात आप अगले सूत्र के साथ आजमा सकते हैं जब नियम a से W को प्राप्त किया गया है यह अपेक्षित संख्या मेरे ग्राफ में उपयोग की गई है और आप इस विशेष एक्सप्रेशन को प्राप्त करेंगे हम यहां क्या देख रहे हैं मान लीजिए मैं कुछ प्रारंभिक नियम संभावनाओं के साथ शुरू करता हूं तो मैं इनसाइड आउटसाइड संभावना का उपयोग कर सकता हूं इसलिए सभी रिकरसिव सूत्र मेरे विभिन्न नियमों और चरणों के लिए सभी इनसाइड आउटसाइड संभावनाओं की गणना करने के लिए एक बार जब मैं यह करता हूं कि मैं गणना कर सकता हूं कि प्रत्येक पैरामीटर में वर्तमान पैरामीटर्स के अनुसार प्रत्येक की अपेक्षित संख्या कितनी बार है एक बार जब मेरे पास नियम का उपयोग कितनी बार हुआ है यानी उसकी अपेक्षित संख्या होती है तो जितनी बार नियम का इस्तेमाल हुआ है उसको किसी नॉन टर्मिनल से शुरू होने वाले नियम के इस्तेमाल की संख्या से विभाजित करके मैं अपने पैरामीटर्स का अनुमान लगा सकता हूं और वह मुझे नए पैरामीटर देगा फिर से मैं इनसाइड आउटसाइड संभावनाओं की गणना करूंगा पैरामीटर्स का फिर से अनुमान लगाऊंगा और जब तक यह एकाग्र नहीं होगा तब तक मैं इसे जारी रखूंगा और हाँ इनसाइड आउटसाइड संभावनाओं की गणना करना जैसा कि हमने पहले इस प्रेरक तरीके से चर्चा की थी इसलिए इस मॉड्यूल में हमने जो चर्चा की वह एक कांस्टीट्यूएंसी संरचना के संदर्भ में पार्सिंग क्या है और पार्सिंग करने के लिए आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के सूत्रीकरण का उपयोग कैसे करते हैं हम वहां नियम संभावनाओं को कैसे शामिल करते हैं इनसाइड आउटसाइड संभावनाओं की इस दिलचस्प अवधारणा का उपयोग करके हम नियम संभावनाओं को कैसे सीखते हैं इसलिए मुझे आशा है कि हमने कक्षा में जो उदाहरण दिया है उससे आप समझ पाएंगे कि वास्तव में यह वास्तव में कैसे काम करता है अगले सप्ताह में हम पार्सिंग की इस अलग धारणा के साथ शुरुआत करेंगे तो अभी हमने एक कांस्टीट्यूएंसी पार्सिंग किया है तो हम देखेंगे कि पार्सिंग की एक अलग धारणा है जिसे डिपेंडेंसी पार्सिंग कहा जाता है तो डिपेंडेंसी पार्सिंग किस प्रकार के फॉर्मूलेशन का अनुसरण करती है यह इस कांस्टीट्यूएंसी पार्सिंग से किस तरह अलग है और इसके लिए हम कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं यह अगले सप्ताह के लिए एक विषय होगा धन्यवाद